तो अब तक हमने देखा की वेवलेट कैसे बनाते है मैने वेवलेट के कुछ विशेष उदाहरणो में देखा की सरल वेवलेट्स से वेवलेटस को कैसे बनाते है तथा मैने यह भी प्रदर्शित किया की आप कैसे वेवलेट ट्रांसफोर्म के प्रतिलोम को बना सकते हैं तो मैं अब इस ट्रांसफोर्मस के कुछ प्रगुणों को प्रदर्शित करूंगी तो चलिए इन प्रगुणों को देखते हैं तो मैं इन प्रगुणों पर ध्यान दूँगी तथा इन्हे प्रमेय के कथन के रूप मे रखूंगी तो पुनः इन में से अधिकतर प्रगुणों को बहुत सरलता से प्रदर्शित कीया जा सकता है तथा यह छात्रों के अभ्यास के लिए छोड़ दी जाएगी तो मानते है की तथा दो वेवलेट्स है तथा मुझे दो फलन f तथा g दिये गए है जो वर्गीय समाकल्य फलन हैं

अन्य परिणाम प्रदर्शित करते है तो हम देखते है कि यह सभी प्रगुण वेवलेट ट्रांसफोर्मस के लिए बहुत उपयोगी प्रगुण हैं अब सवाल यह है कि एक अच्छे वेवलेटस के लिए हमारे पास क्या कुछ उपयोगी प्रगुण होने चाहिए तो एक चीज जो हमने देखी वह स्वीकार्यता प्रतिबंध है कि वेवलेट के ट्रांसफोर्म का विशिष्ट समाकलन परिमित हो क्या कुछ ओर भी प्रतिबंधों को हमे जानना चाहिए इन वेवलेट्स प्रगुणों के बारे में बताने के लिए तो चलिये इसे देखते है तो मैं आपको प्रदर्शित करूंगी कि स्वीकार्यता के अतिरिक्त भी कुछ अन्य कारक है जो कभी कभी आवश्यक या उपयोगी होते है वेवलेट्स को उल्लेखित करने के लिए तो प्रथम प्रकार का प्रगुण जो बहुत अधिक उपयोगी है यदि हमारे पास एक n बार सांतत्य अवकलनीय वेवलेट हैं मैं देखती हूँ कि यदि वेवलेट कि असांतत्यताएँ है तब परिवर्तन समतल में वेवलेट का ह्रास अत्यंत धीरे है तथा यह वेवलेट का अवांछित गुण हैं तो आदर्शयता में मैं बहुत सी बार अवकलनीयता को चाहती हूँ तो चलिए मानते है कि हमारे पास एक n बार सांतत्य अवकलनीय वेवलेट हैं तो चलिए हार वेवलेट का एक उदाहरण लेते हैं मेरे हार वेवलेट के लिए यदि मुझे मेरे हेव्यसाइड फलन के साथ कोनवोलव करना है तथा मुझे n बार कोनवोलव करना है तब परिणामी हमारे पास एक n बार सांतत्य अवकलनीय वेवलेट होगा मैं जानती हूँ कि कोंवोलुशन मेरे पूर्व में प्रमाणित परिणाम के अनुसार वेवलेट हैं तो n बार सांतत्य अवकलनीय वेवलेट बनाने का एक तरीका होता है कि n बार कोंवोलुशन करना पुनः आपको कुछ उपयोगी प्रगुणों को प्रदर्शित करने के लिए चलिए मैं एक ओर वेवलेट का परिचय करवाती हूँ जो बहुत उपयोगी हैं इसे मेक्सिकन हेट वेवलेट कहा जाता हैं तो यह वेवलेट n बार सांतत्य अवकलनीय वेवलेट को उल्लेखित करने के लिए विशिष्टरूप से उपयोगी हैं तो वास्तव में यह विशेष वेवलेट परिमित अवकलनीयता वाला हैं इसके पास परिमित अवकलनीयता का प्रगुण हैं तो वेवलेट निम्न है यदि मुझे इस वेवलेट को बनाना है मैं चित्र देखती हूँ यह a1 के लिए हैं हम देख सकते है कि वेवलेट मेक्सिकन हेट कि तरह दिखता है जिससे हम परिचित हैं अतः इसका नाम मेक्सिकन हेट वेवलेट हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो चलिए वेवलेट का दूसरा महत्वपूर्ण गुण जिससे हम देखेगे वह है स्थानीकरण प्रगुण तो इसका अर्थ क्या हुआ हमने देखा कि जब हम परिवर्तित चर का बड़े से बड़ा मान लेते जाते है तो वेवलेट का ह्रास होना चाहिर तो इसका अर्थ हुआ कि मेरे पास होना चाहिए तथा का अवकल बहुत तेजी से ह्र्सीत होना चाहिए जैसे अनंत कि ओर जाता हैं मैंने प्रदर्शित किया है कि हार वेवलेट अत्यंत धीमे ह्र्सीत होता हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण गुण नहीं है या इसका अर्थ हुआ कि मुझे कि आवश्यकता है तथा का अवकल आवश्यकरूप से अनंतस्पर्शी सीमा पर ह्र्सीत होना चाहिए तो यह इस तथ्य के समतुल्य है कि मेरा अर्थात भौतिक समतल में वेवलेट है t0 के करीब अचर होना चाहिए अब यह हमारे टौबेरियन परिणाम की तरह है यदि आपको याद हो यह लाप्लास ट्रांसफोर्म में किया था टौबेर्स परिणाम के अनुसार अनंत पर हल को जानने के लिए हमे भौतिक समतल में 0 पर मान को देखना होगा तो इसका अर्थ हुआ की यदि हल भौतिक समतल में अचर के करीब है t0 मान पर जैसे जैसे ट्रांसफोर्म चर अनंत की ओर जाता है ट्रांसफोर्म समतल में हल तीव्रता से ह्र्सीत होता जाता हैं तो यह टौबेरियन अवधारणा के जैसा ही है जिसका पहले ही परिचय दिया जा चुका हैं तो इसका अर्थ हुआ के लिए मेरे पास निम्न प्रतिबंद्ध संतुष्ट होनी चाहिए इसका अर्थ हुआ कि इसके तीव्र ह्र्सीत संवेग हैं चलिए मानते है कि का n ह्र्सीत संवेग हैं यह संभव होगा यदि तो यदि k के सभी मानो के लिए यह विशेष समाकल शून्य हो जाता है मैं कहूँगी कि के n शून्य संवेग होगे तो जितने ज्यादा शून्य संवेग होगे उतना अच्छा होगा या इस वेवलेट का मान ओर अधिक उतार चढाव वाला होगा तो यह t0 के नजदीक रूपरेखा है इसका अर्थ हुआ कि ट्रांसफोर्मड वेवलेट का के अनंत होने पर ह्रास तीव्रता से होता हैं तो इसका अर्थ हुआ कि n शून्य संवेग का अर्थ हुआ कि के निम्न के सापेक्ष अवकल के समीप 0 हो जाता हैं तो यह k के 1 से n तक के मानो के लिए होगा तो यह मेरा प्रतिबंध हैं तो अब मैंने संतत् वेवलेट्स कि बहुत सी अवधारणाओं को जान लिया हैं तो चलिए मैं अब इन संतत् वेवलेट्स के विविक्त रूप को उल्लेखित करती हूँ तो चलिए मैं विविक्त वेवलेट ट्रांसफोर्म का परिचय करवाती हूँ अब जैसा कि विविक्त नाम से पता चलता है कि यह ट्रांसफोर्मस आवृति वाले फलनों के लिए बहुत अधिक उपयोगी होगे चलिए मानते हैं आवर्तकाल हैं तो इस स्थिति में मैं मेरे संतत् वेवलेट्स के विविक्त रूप का प्रयोग करूंगी तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं तो चलिए मैं अपने संतत् वेवलेट्स कि चर्चा को पुनः शुरू करती हूँ कृप्या याद कीजिए कि संतत् वेवलेट्स को परिभाषित करने के लिए मैंने वेवलेट्स कि तुलना फुरियर ट्रांसफोर्म से कि थी तो मैं निम्न समाकल से तुलना करूंगी तो संतत् वेवलेट्स ज्ञात करने के लिए मैं हमेशा मेरे फुरियर ट्रांसफोर्मस का प्रयोग कर रही थी अब यदि मुझे मेरे विविक्त वेवलेट्स का प्रयोग तथा उल्लेखित करना है मुझे फुरियर श्रेणी या इस प्रकार के आवृति वाले समाकल कि जरूरत होगी तो तो तब चलिए मैं विविक्त वेवलेट्स कि परिभाषा से शुरू करती हूँ तो चलिए मैं विविक्त वेवलेट को निम्न प्रकार उल्लेखित करती हूँ तो निश्चित वास्तविक अचर चलिए मैं इस परिभाषा को III कहती हूँ तो मैंने क्या किया है कि को परिभाषित करने के स्थान पर दो नए अचरो को ले लिया हैं तो यहाँ m तथा n पूर्णांक है तथा a0 तथा b0 निश्चित वास्तविक अचर हैं तो एक बार जब मैंने दो अचरो को निश्चित कर दिया है यहाँ मैं मेरे विविक्त वेवलेट्स को सतत् वेवलेट्स कि सांतत्यता कि परिभाषा से उल्लेखित कर सकती हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि यह परिभाषा सही हैं परंतु यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या मैं इस वेवलेट्स से पुनः अपना फलन प्राप्त कर सकती हूँ तो यदि यह सत्य है तब इस परिभाषा कि कोई सार्थकता होगी तो अब मुझे यह देखना है कि कैसे मैं इन वेवलेट्स कि मदद से f को पुनः बना सकती हूँ तो इस प्रश्न को निम्न प्रकार रखा जा सकता हैं इसका समानरूप से अर्थ हुआ कि यदि मुझे निम्न आंतरिक गुणन f दिया गया हे तथा मानिए कि यह इस आंतरिक गुणन g के बराबर है तब यह निश्चित रूप से यह कहने के समतुल्य है कि f g के तुल्य हैं चलिए मैं इस व्यंजक को IV कहती हूँ तो यह फलन f के सापेक्ष वेवलेट श्रेणी के मेरे वेवलेट गुणांक है तो यदि मैं कहती हूँ कि दो फलनों के वेवलेट गुणांक बराबर है तब 2 फलन लगभग बराबर हैं तो यदि यह सत्य है तब ऊपर के मेरे सवाल का उत्तर भी सत्य हैं सवाल यह है कि कब IV संभव हैं तो मेरे पास कब यह होगा कि दो फलनों के गुणांकों के समान होने का अर्थ फलनों के समान होने से होगा अब यह पता चलता है कि तर्क IV संभव है यदि यह गुणांक अत्यंत नजदीक माने जाए जिसका अर्थ होगा फलन एक दूसरे के पास होगे तथा इसका प्रतिलोम भी तो मेरा अर्थ निम्न हैं मेरा कहने का अर्थ है कि IV संभव है यदि निम्न कथन सत्य हैं यदि मुझे दिया गया है कि आंतरिक गुणन f तथा आंतरिक गुणन g समीप है यदि ओर केवल यदि f तथा g समीप हैं अब मुझे यह उल्लेखित करना होगा कि समीप होने से मेरा क्या अर्थ हैं चलिए मैं कथन Va लिखती हूँ तो कथन Va का अर्थ होता है यदि निम्न दो कथन होते हैं विलोमतः चलिए इस अंतिम कथन को में Vb कहती हूँ तब मैं जानती हूँ कि f तथा g के अत्यंत समीप होने का अर्थ है गुणांकों का समीप होना अब इन दो कथनो का प्रयोग करने पर चलिए मैं परिभाषा पर आती हूँ यदि Va तथा Vb होते है तब मेरा विविक्त वेवलेट ट्रांसफोर्म सुपरिभाषित है या मैं उस परिभाषा का प्रयोग कर सकती हूँ जो मैंने अभी पूर्व कि स्लाइड में दी हैं तो Va तथा Vb को फ्रमेस कि अवधारणा से समझाया जा सकता हैं तो मैं फ्रमेस कि अवधारणा का परिचय करवाने वाली हूँ तो चलिए देखते है कि यह क्या हैं तो चलिए मैं एक परिभाषा देती हूँ यह क्या कहती है कि हिलबेर्ट स्पेस में एक अनुक्रम है जिसे H से प्रदर्शित करते है तो यह फ्रेम कहलाता है यदि धनात्मक AB इस प्रकार विधमन है कि तो यदि मेरे पास इन गुणांकों के यह निम्न परिबंध हैं तब मैं इस अनुक्रम को फ्रेमस कहती हूँ जहां मेरे अचर A B फ्रेम परिबद्ध कहलाते हैं अब विशेषरूप से मेरे पास एक विशिष्ट स्थिति हैं यदि विषेशरूप से मुझे दिया गया है कि AB तब फ्रेमस कठोर फ्रेमस कहलाते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि असमायीका बराबर हो जाती है यदि A B के बराबर हैं अब चलिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ तो मानिए कि मुझे हिलबेर्ट स्पेस में फलनों का अनुक्रम दिया गया है तथा यह ओर्थोनोर्मल हैं तो यह ओर्थोनोर्मल आधारी फलन हैं तब इस स्थिति में यह कठोर फ्रेम होगे क्योकि तो किसी के लिए ओर्थोनोर्मल आधार के अनुक्रम के लिए मैं देखती हूँ कि फ्रेमस कठोर है या मैं ऐसा ओर्थोनोर्मल आधार चुन सकती हूँ मैं जानती हूँ मैं विविक्त वेवलेट ट्रांसफोर्मस को परिभाषित कर सकती हूँ तो मेरे अगले व्याख्यान में मैं इन विविक्त वेवलेट ट्रांसफोर्म के कुछ उदाहरण दूँगी नामतः विविक्त हार वेवलेट विविक्त शेन्नॉन वेवलेट तथा विविक्त देबौची वेवलेट कुछ विशेष मानों के प्राचल के देबौची वेवलेट्स तो सुनने के लिए धन्यवाद